अब मैं आपको एयर मास और एयर मास कोअफिशन्ट के सिद्धांत से परिचित कराता हूं यह एक बहुत जरूरी पैमाना है जो आपको पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह पर रखे हुए फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पहुंचने से पहले स्पेक्ट्रेल इरेडियंस या इंसुलेशन वेक्टर के पाथ लेंगथ के बारे में बताएगा यह पाथ लेंगथ बदलता रहेगा दिन के समय के हिसाब से साल के समय के हिसाब से और जगह के जीआग्रफी के हिसाब से और इन सबके कारण स्पेक्ट्रेल इरेडियंस में आने वाली कमी में भी परिवर्तन होगा यह जलवायु के परिस्थिति के बारे में कोई अनुमान नहीं देता और ना जलवायु के परिस्थिति का प्रयोग करता है परंतु यह ज्योमैट्रिकल प्रॉपर्टीज का प्रयोग करता है जैसे जेनिथ एंगल प्रॉपर्टी जो आपको सूर्य के रेडिएशन के पाथ लेंगथ के बारे में एक अनुमान देता है कलेक्टर पर पहुंचने से पहले और रेडिएशन में आने वाली कमी या अब्सॉर्प्शन के बारे में भी बताता है इसलिए यह एयर मास कोअफिशन्ट एक बहुत जरूरी कोअफिशन्ट है जो PV पैनल की तुलना करने में मदद करता है दिए हुए स्टैंडर्ड एयर मास में यह विभिन्न लोगों द्वारा लिए गए स्पेक्ट्रेल इरेडियंस के डाटा की तुलना करने में भी मदद करता है आइए अब देखते हैं कि हम एयर मास कोअफिशन्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अब इस चित्र को लीजिए यह चित्र जिस पर मैं यह करसर घुमा रहा हूं वह पृथ्वी की सतह है और यह दूसरा गोला जिसको मैं अब दिखा रहा हूं यह वायुमंडल की बाउंड्री है इसके बाहर फ्री स्पेस है और इन दोनों के बीच ग्रे रंग से रंगे हुए एरिया को वायुमंडल कहते हैं अब यह लाल रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से खींचा गया है और यह पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से होकर गुजर रहा है जोकि लोकेलिटी पॉइंट है इसे जेनिथ एक्सिस कहते हैं यह एक दूसरी रेखा है जो सूर्य के केंद्र से नीचे आते हुए लोकेलिटी पॉइंट को जोड़ती है इसे इंसुलेशन रेखा कहते हैं अब हमें इनका प्रयोग करते हुए एयर मास कोअफिशन्ट को परिभाषित करना चाहिए और दिए हुए जगह पर कैलकुलेट करना चाहिए अब यह जेनिथ एक्सिस Z है और यह सफेद रंग का गोला पृथ्वी है और यह ग्रे रंग का शेडेड एरिया वायुमंडल है और यह लाटीट्यूड एंगल ɸ है और यह जेनिथ एंगल θz है अब हमें दो लेंथ को परिभाषित करने दीजिए पहला लेंथ जेनिथ एक्सिस पर है जो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के बाहरी सतह तक है इसको रिफरेंस लेंथ कहते हैं और इसे 1 से दर्शाते हैं दूसरा लेंथ यह है जो इंसुलेशन रेखा पर है और यह पृथ्वी की सतह से वायुमंडल के बाहरी सतह तक है यह लेंथ बड़ा है और यह असल में हाइपाटनूस है और हम इसे "l" से दर्शाते हैं आइए अब हम एयर मास कोअफिशन्ट का स्टेटमेंट लिखें एयर मास कोअफिशन्ट डायरेक्ट ऑप्टिकल पाथ लेंगथ है इंसुलेशन की जो वायुमंडल से होकर आती है जिसको हम यहां "l" से दिखा रहे हैं जो सीधे कलेक्टर पर आ रहा है इसको हमेशा जेनिथ एक्सेस लेंगथ के रेफरेंस में बताया जाता है इसलिए इसे जेनिथ पाथ लेंगथ के रिलेटिव बताया गया है जो समुद्र तल पर होराइजन प्लेन के नॉर्मल है यह सब जानने के बाद हम कह सकते हैं की एयर मास कोअफिशन्ट का सिंबल AMl से दर्शाते हैं जहां "l" हमें ट्रिग्नोमेट्री से मिलेगा जोकि हाइपाटनूस है राइट एंगल ट्रंगल का यहां 1lcos θz या l 1cos θz sec θz होगा अब एयर मास को 1 के बराबर मान लीजिए मतलब θz 0 होगा इसका मतलब जब θz जीरो होगा तब इंसुलेशन रेखा जेनिथ एक्सेस के ऊपर होगी तब उस समय इंसुलेशन वेक्टर वायुमंडल से न्यूनतम दूरी पूरी करके जा रहा होगा और यही रेफरेंस दूरी भी है जिसका मतलब यह रिफरेंस दूरी के बराबर होगा परंतु आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और एयर मास लेंगथ बहुत ज्यादा होती है न्यूनतम दूरी से और स्टैंडर्ड AM1 नहीं है बल्कि AM15 है जो लगभग 4820 डिग्री पर है हम इस पर बाद में आएँगे अब AM2 को देखें यह θz60 डिग्री पर होगा क्योंकि जब θz60 डिग्री होगा तब cos θz 05 होगा और l2 होगा इसीलिए हम इसे AM2 कहते हैं इसलिए जैसे ही आप एयर मास कोअफिशन्ट का यह सिंबल देखेंगे आप समझ जाएंगे कि θz60 है इसलिए यह AM2 सिंबल बहुत पॉपुलर है और एक बेंचमार्क है PV पैनल के तुलना करने में और आप इसे PV डाटाशीट में भी पाएंगे जब भी आप विभिन्न जगह से मिलने वाले स्पेक्ट्रेल इरेडियंस के डाटा की तुलना करेंगे यह एक बेंचमार्क की तरह प्रयोग होगा AM0 क्या है AM0 फ्री स्पेस के पाथ लेंगथ को बताता है मतलब जब वायुमंडल का प्रभाव नहीं होता है इसलिए हर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन वेक्टर के लिए जहां वायुमंडल के प्रभाव के चलते कोई अब्जॉर्प्शन ना हो तब उसे हम AM0 से दिखाते हैं AM1 हम जानते हैं कि यह तब होता है जब इंसुलेशन जेनिथ एक्सिस के ऊपर होता है AM11 तब होता है जब θz25 डिग्री के बराबर होता है और AM15 तब होता है जब जेनिथ एंगल 4820 डिग्री के बराबर होता है और AM2 तब होता है जब जेनिथ एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है जैसा हम देख रहे हैं परंतु महत्वपूर्ण चीज क्या है की स्टैंडर्ड क्या है यह AM15 जब जेनिथ एंगल 4820 डिग्री के बराबर होता है यही स्टैंडर्ड एयर मास है और यही बेंच मार्क का प्रयोग PV पैनल की तुलना करने में प्रयोग होता है इस इंसुलेशन रेखा को देखिए जो अलग अलग जगह पर सूर्य की स्थिति को देखकर बनाया गया है देखें यह नार्दन हेमिस्फीयर में है ठंड के समय इसलिए सूर्य ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न के बीच में ऊपर और नीचे होता रहता है जिस कारण पाथ लेंगथ बदलती रहती है जिस कारण साल के अलग अलग समय रेडिएशन में अलग अलग अब्जॉर्प्शन रहता है तब आप कह सकते हैं की यह पाथ लेंगथ θz के लिए है और यह पाथ लेंगथ साल के दूसरे समय के लिए है और यह पाथ लेंगथ है जब यह लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न के पास होता है अब यह एंगल 482 डिग्री है 482 जेनिथ एंगल को हम स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि यह ज्यादातर लैंड मास जो नार्दन लाटीट्यूड और साउदर्न लाटीट्यूड के तापमान क्षेत्र के लिए मान्य होगा एक और जरूरी टॉपिक है इससे पहले कि हम एयर मास टॉपिक को बंद करें मैं इसे AMl कहूँगा ज्यादातर एयर मास को हम समुद्र तल तक के पाथ लेंगथ को कहते हैं जबकि पृथ्वी की सतह पर जगहों की ऊंचाई बदलती रहती है जहां कुछ जगह समुद्र तल पर होंगी तो कुछ समुद्र तल से ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर होंगी और हम कैसे इन बदलती ऊँचाइयों का पाथ लेंगथ मैं ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे ही आप कोई निश्चित लाटीट्यूड लोगे वह जेनिथ एंगल के संबंध में होगा जहां उस लाटीट्यूड की ऊंचाई का फर्क नहीं दिखाई देगा जबकि पाथ लेंगथ बदलता है जगह की ऊंचाई के हिसाब से इसलिए एक तरीका जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वह है की हम इसे AMl से दर्शाए जहां l परिवर्तित वैल्यू है "l" की और l PP0 l यहां P जगह के प्रेशर को ऊंचाई पर दर्शा रहा है और P0 जगह के प्रेशर को समुद्र तल पर दर्शा रहा है अब अगर वह जगह समुद्र तल पर हुई तो P और P0 बराबर होंगे और इसलिए ll होगा अगर फैक्टर 1 के बराबर होगा अगर मान लीजिए कि वह जगह ऊंचाई पर है समुद्र तल से और वहां प्रेशर ऊंचाई पर कम है तो यह फैक्टर 1 से कम होगा और इसलिए l l होगा इसलिए ऊंचाई पर पाथ लेंगथ कम होगी समुद्र तल के मुकाबले इसलिए इस करेक्शन फैक्टर को लेना चाहिए और यह समुद्र तल से ऊपर की जगह को दर्शाता है